इसलिए पहले हम अलग अलग कॉन्ट्रैक्टसमैनेजमेंट के बारे में थोड़ा बहुत परिचय देखेंगे फिर हम आज चर्चा करेंगे कि विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट क्या हैं जो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के मामले में देखने के लिए हो सकते हैं आप जानते हैं कि कई ऑर्गेनाइजेशन अपने सॉफ्टवेयर को बाहरी रूप से पाने करने या प्राप्त करने के लिए चुनते हैं उन्हें सीमित किया जाता है क्योंकि नए और रिलाएबल सॉफ्टवेयर डेवलप करने की उनकी क्षमता सीमित है तोएक्सटर्नल सप्लायर्स से इसे प्राप्त करना समझदारी लगता है यह ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन सोचते हैं कि नए डेवलपमेंट के लिए बाहर के सॉफ्टवेयर डेवलपर्स को नियुक्त करना अधिक प्रभावी है और फिर उनके घर के सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट स्टाफ के सदस्यों के समूह को कम कर सकते हैं जिन्हें वे बनाए रख सकते हैं और मौजूदा सिस्टम का समर्थन करते हैं वे इसे बाहर से खरीदने की कोशिश करेंगे क्या एक थर्ड पार्टी के सप्लायरसे तब उनके पास कुछ हाउस मेंबर कम स्टाफ मेंबर कुछ स्टाफ मेंबर होते हैं जिन्हें मौजूदा सिस्टम को बनाए रखने और सपोर्ट करने के लिए डिपेंड किया जा सकता है वस्तुओं और सेवाओं को खरीदना इसे करने के बजाय स्वयं निम्न स्थिति में आकर्षक है जब पैसा उपलब्ध होता है लेकिन अन्य रिसोर्सेज विशेष रूप से स्टाफ का समय वह कम हैं आपके पास बहुत कम कर्मचारी हैं लेकिन आपके पास उस मामले में पैसा है जो सप्लायरस से बाजार से सामान और सेवाओं को खरीदना बेहतर है यह आवश्यक है कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को शुरुआत में अपनी सटीक रिक्वायरमेंट्स को स्पष्ट करने और यह सुनिश्चित करने के लिए समय मिल जाए कि वितरित की गई वस्तुएं और सेवाएं संतोषजनक हैं यह भी देखें कि क्या आप सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए किसी थर्ड पार्टी को कॉन्ट्रैक्ट देंगे यह आप ही हैं जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की विस्तृत रिक्वायरमेंट्स के बारे में जानते हैं इसलिए यही कारण है कि कस्टमर ऑर्गेनाइजेशन को यह पता लगाना है कि शुरुआत में उनकी सटीक आवश्यकताएं क्या हैं और उन रिक्वायरमेंट्स को उन्हें डेवलपर को सूचित करना होगा फिर केवल डेवलपर्स एक अच्छी और गुड क्वालिटी डेवलप कर सकते हैं कि क्या प्रोडक्ट या एक अच्छी क्वालिटी सर्विस संभावित सप्लायरसके पहले और अधिक मिलनसार होने की संभावना है और कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किए गए हैं देखें कि यह सामान्य प्रवृत्ति है इस सप्लायरको वे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले बहुत अधिक मिलनसार होने की संभावना रखते हैं लेकिन एक बार इन चीजों पर हस्ताक्षर करने के बाद वे बहुत अधिक कैजुअल हो रहे हैं वे कस्टमर से शिकायत या अनुरोध नहीं सुन सकते हैं इसलिए विशेष रूप से यदि कॉन्ट्रैक्ट एक फिक्स प्राइसके लिए है तो यह समस्या सटीक रूप से आएगी इसलिए एक एक्विजिशन प्रोजेक्ट के साथ जितना ही पूर्वाभास और नियोजन की आवश्यकता होती है उतनी ही इंटरनल डेवलपमेंट में भी आवश्यक है ठीक है तो एक प्रोजेक्ट को प्राप्त करने के मामले में जितना आवश्यक हो उतनी ही प्लानिंग इंटरनल डेवलपमेंट के लिए भी लगभग इसी तरह की बात की जाती है और प्लानिंग की भी आवश्यकता होती है अब हम विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्टस को देखते हैं कुछ पैरामीटर्स के आधार पर अलग अलग क्लासिफिकेशन हैं हम पहला क्लासिफिकेशन देखेंगे इस क्लासिफिकेशन के अनुसार तीन प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं एक bespoke सिस्टम है दूसरा शेल्फ़ पैकेज से अलग है दूसरा स्वयं कस्टमाइज है या लोकप्रिय रूप से इसे COTS सॉफ़्टवेयर के रूप में जाना जाता है तो bespoke सिस्टम एक सिस्टम है जो विशेष रूप से एक कस्टमर के लिए एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाई गई है क्योंकि उनकी रिक्वायरमेंट्स के आधार पर उनकी आवश्यकताएं बहुत अधिक स्पेशलाइज्ड हैं तो थर्ड पार्टी या सॉफ्टवेयर डेवलपर सप्लायरकेवल उस कस्टमर के लिए एक विशेष सॉफ्टवेयर बना सकते हैं तो bespoke सिस्टम का अर्थ है कि ये सॉफ्टवेयर वे बनाए जाएंगे या सुविधा जो एक कस्टमर के लिए विशेष रूप से बनाई जाएगी और शेल्फ पैकेज ऑफ होने का मतलब है कि यह वही है जो बाजार में सामान्यीकृत सॉफ्टवेयर उपलब्ध हैं आप सिर्फ बाजार में जाते हैं और इसे लाते हैं तो शेल्फ पैकेज को ऑफ कर दें लेकिन जैसा कि इसे जुड़े सॉफ़्टवेयर के रूप में भी जाना जाता है वास्तव में यह ऑफ द सेल्फ है कि हार्डवेयर के मामले में आप किस कॉम्पोनेंट को बहुत अधिक लागू करते हैं आपको लगता है कि आप क्या मदरबोर्ड डेवलप करना चाहते हैं तो आपको क्या करना है बाजार में जाएं देखें कि अलग अलग कॉम्पोनेंट क्या उपलब्ध हैं उन सभी कॉम्पोनेंट्स और आईसी की खरीद करें फिर एक बोर्ड पर आप बस उन सभी चीजों को असेंबली करें तो यहाँ हम क्या कर रहे हैं बाजार में जाकर कंपोनेंट्स को खरीदा जैसा कि यह है और फिर हम असेंबल कर रहे हैं इसी तरह एक पैकेज के शेल्फ में इसलिए हम कई सामान्यीकृत देखेंगे कि पैकेज सॉफ़्टवेयर पैकेज उपलब्ध हैं और हम उन्हें खरीद लेंगे जैसा कि यह है तो हम उन्हें क्या लिंक कर सकते हैं हम उन्हें इंटरफ़ेस करेंगे फिर एक अन्य श्रेणी को शेल्फ या COTS सॉफ़्टवेयर से कस्टमाइज किया जाता है यह मूल रूप से एक कोर सिस्टम है जो कस्टमर की जरूरतों को पूरा करने के लिए कस्टमाइज है तो यह मूल रूप से क्या है यह एक मुख्य मॉड्यूल प्रकार की चीज है और यह एक कोर सिस्टम है जिसमें सभी मूलभूत सुविधाएं हैं और फिर आप इसे खरीद सकते हैं और इसे कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी रिक्वायरमेंट्स के अनुसार बस क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए आपने देखा होगा कि सरकार ने इस हाउसिंग स्कीम में केवल कोर हाउस तैयार किए हैं और फिर परचेज़र जब वह कोर हाउस खरीदेगा तब वह अपनी जरूरतों के अनुसार इसे कस्टमाइज करेगा इसलिए वह पत्थर डाल सकता है या वह अलग अलग डाल सकता है A Cs के लिए अलग व्यवस्था वगैरह की रोशनी के लिए अलग व्यवस्था तो यह है कि इसी तरह से शेल्फ कॉट्स सॉफ्टवेयर को कस्टमाइज़ किया जाता है आप बस जाएंगे और एक कोर सिस्टम खरीदेंगे फिर क्लाइंट की जरूरतों को पूरा करने के लिए इसे कस्टमाइज़ किया जा सकता है या तो आप अपने आप को अनुकूलन कर सकते हैं या सप्लायरवह सॉफ्टवेयर को आपकी आवश्यकता के अनुसार कस्टमाइज करेगा तो यह स्वयं या COTS सॉफ़्टवेयर के कुछ कस्टमाइज के रूप में जाना जाता है इसलिए जहां एक उपकरण खरीदा जाता है उसे माल की सप्लाई के कॉन्ट्रैक्ट के रूप में रेफर किया जाता है इसलिए जब भी कोई उपकरण या कोई हार्डवेयर उपकरण खरीदा जाता है तो आम तौर पर उसे सामानों की सप्लाई के लिए कॉन्ट्रैक्ट के रूप में जाना जाता है इसलिए उपकरण माल के अंतर्गत आ रहे हैं लेकिन जब आप सॉफ़्टवेयर की सप्लाई के साथ सॉफ़्टवेयर के लिए जा रहे हैं तो इसे एक सेवा की सप्लाई के रूप में जाना जाता है हम इसे उपकरण के रूप में माल की सप्लाई के रूप में कहते हैं लेकिन मामले में सॉफ़्टवेयर हम इसे सेवा की सप्लाई के रूप में कहते हैं इसका मतलब है कि आपके पास क्या है वेंडर को सॉफ़्टवेयर डेवलप करना है या आपके लिए सॉफ़्टवेयर लिखना है या यह लाइसेंस का अनुदान दे सकता है या उपयोगकर्ता को अनुमति देने के लिए सॉफ़्टवेयर का उपयोग करने के लिए जो सप्लायर के ओनरशिप में रहता है पास सॉफ़्टवेयर का ओनरशिप है वह आपको लाइसेंस दे सकता है वह आपको अपने कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर किसी विशेष अवधि के लिए इसका उपयोग करने की अनुमति दे सकता है तो यह सेवा की सप्लाई के रूप में जाना जाता है तो आइए हम फिर से देखें कि यदि आप उपकरण खरीदने जा रहे हैं तो सामान्य तौर पर हम कहते हैं कि माल की सप्लाई के लिए इसका क्या कॉन्ट्रैक्ट है और जब आप इस सॉफ़्टवेयर को खरीदने जा रहे हैं तो हम इसे सेवा की सप्लाई या सॉफ़्टवेयर लाइसेंस प्रदान करने के रूप में कहते हैं अब हम एक और क्लासिफिकेशनदेखते हैं इसलिए सप्लायरसको भुगतान की गणना के आधार पर क्लासिफिकेशनका एक और तरीका है आप सप्लायरको किए गए भुगतान की गणना कैसे कर रहे हैं इसके अनुसार एक फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट टाइम एंड मैटेरियल कॉन्ट्रैक्ट की तीन श्रेणियां हैं फिर फिक्स प्राइस पर यूनिट आइए पहले देखते हैं कि फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट क्या है इसलिए एक फिक्स प्राइसकॉन्ट्रैक्टस के मामले में जिस मूल्य का मैं सिर्फ नाम सुझाता हूं वह मूल्य तय होता है इस फिक्स प्राइसकॉन्ट्रैक्टस के मामले में जब कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर किया जाता है तो मूल्य तय होता है इसलिए कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करते समय कीमत तय हो जाती है और यहां कस्टमर जानता है कि अगर कॉन्ट्रैक्ट अवधि में कोई बदलाव नहीं हुए हैं तो कॉन्ट्रैक्ट के मालिक पर हस्ताक्षर करने में जो कुछ शर्तें हैं कुछ कारण बताए गए हैं इसलिए यदि निकट भविष्य में कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों में कोई बदलाव नहीं होता है तो यह कीमत है तो वे इस कॉन्ट्रैक्ट के पूरा होने पर भुगतान करेंगे कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है इसलिए कस्टमर की आवश्यकता को शुरुआत में तय किया जाना चाहिए तो इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्टस में कस्टमर को शुरुआत में ही उस चीज को ठीक करना होगा जो आवश्यकता है कस्टमर की आवश्यकता को निर्धारित किया जाना चाहिए इस शुरुआत में विस्तृत रिक्वायरमेंट्स का विश्लेषण ठीक है कॉन्ट्रैक्ट पर हस्ताक्षर करने से पहले या कॉन्ट्रैक्ट की शुरुआत में यह आवश्यक विस्तृत विश्लेषण और विनिर्देश होना चाहिए और यह बहुत मुश्किल होगा कि इसे बाद में बदल दें क्योंकि यह इस फिक्स प्राइसके आधार पर कस्टमर की रिक्वायरमेंट्स के आधार पर है जो डेवलपर को खेद होगा जो कीमत का उद्धरण देगा इसलिए एक बार जब डेवलपमेंट हो रहा है तो कस्टमर अपनी आवश्यकता को बदल नहीं सकते हैं कृपया देखें कि यह इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट का दोष है एक बार जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो कस्टमर कॉन्ट्रैक्ट की कीमत को फिर से समझने के बिना अपनी रिक्वायरमेंट्स को बदल नहीं सकता है आप कुछ शर्तों को बदलना चाहते हैं यदि आप कुछ रिक्वायरमेंट्स को बदलना चाहते हैं तो आपको फिर से डेवलपर के साथ कस्टमर के साथ फिर से बातचीत करना होगा वह आपके द्वारा कहे जा रहे नई रिक्वायरमेंट्स को शामिल करने के लिए कुछ अतिरिक्त धनराशि वसूल सकता है तो यह फिक्स प्राइसकॉन्ट्रैक्टस के बारे में कुछ है हमें देखते हैं कि कॉन्ट्रैक्टस के क्या फायदे हैं यहां कस्टमर को पता है कि इस बजट का खर्च क्या है यह मुझे तय करना है मान लीजिए कि सतह और सप्लायरके लिए 1 लाख रुपये कॉस्टप्रभावी होने के लिए प्रेरित है इस सप्लायरको कॉस्टप्रभावी करने के लिए भी प्रेरित किया जाता है वह यह बताएगा कि मूल्य का एक ज्ञात मूल्य यह कितना प्रभावी होगा कॉन्ट्रैक्ट के कई नुकसान क्या हैं सबसे पहले सप्लायरजोखिम को पूरा करने के लिए जोखिमों को अवशोषित करने के लिए मूल्य में वृद्धि करेगा क्योंकि सप्लायरजानता है कि यह तय हो गया है बाद में कीमत तय हो जाती है कि वह क्या बदल सकता है या कुछ और नहीं का निरीक्षण करने के लिए आप क्या करेंगे आप प्रत्येक कोटेशनल मूल्य में कुछ कॉन्टेजन सी डालेंगे जो कोटेड मूल्य है तो आप निश्चित रूप से कॉन्टेजन सी को पूरा करने या जोखिमों को अवशोषित करने के लिए मूल्य बढ़ाने की कोशिश करेंगे और अगली रिक्वायरमेंट्स को संशोधित करना मुश्किल है जो मैंने पहले ही आपको बता दिया है इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर को रिक्वायरमेंट एनालिसिस का प्रदर्शन करना होता है और शुरुआत में सभी रिक्वायरमेंट्स को सूचित करना चाहिए बाद में आप बदल नहीं सकते हैं अगर आप बदलेंगे तो कौन सा सप्लायर ज्यादा पैसा मांगेगा परिवर्तनों की कॉस्टअधिक होने की संभावना है इसलिए एक बार जो कीमत तय हो जाती है और उसके बाद आप कहते हैं कि कुछ बदलाव तो डेवलपर आपसे उच्च कीमत वसूल करेगा इसलिए परिवर्तन की कॉस्टअधिक होने की संभावना है और सिस्टम की गुणवत्ता के लिए खतरा है जाहिर है चूंकि कीमत तय हो गई है तो डेवलपर को उच्च गुणवत्ता वाली सेवा देने के लिए प्रेरित नहीं किया जाएगा क्योंकि आप जानते हैं कि क्या मैं अपनी कीमत तय करूंगा तो यह सिस्टम की गुणवत्ता के लिए खतरा है तो ये कुछ कमियां या कमियां हैं जो आप किताबों से या इंटरनेट सोर्सेस देख सकते हैं फिर अगला एक टाइम एंड मैटेरियलकॉन्ट्रैक्ट है तो इस मामले में कस्टमर को एक फिक्स्ड रेट पर यूनिट प्रयास के हिसाब से शुल्क लिया जाता है ठीक है तो इस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में कस्टमर से एक फिक्स रेट पर चार्ज लिया जाता है फिक्स रेट पर यूनिट क्या है पर यूनिट प्रयास के अनुसार ठीक है तो इस मामले में कस्टमर से फिक्स रेट पर यूनिट दर पर चार्ज लिया जाता है आप प्रति कर्मचारी घंटे या प्रति व्यक्ति महीने हो सकते हैं और सप्लायरकॉस्टका एक प्रारंभिक अनुमान प्रदान कर सकता है यह शुरुआत में सप्लायर एक आधार कॉस्ट प्रदान करेगा जो सप्लायर कस्टमर रिक्वायरमेंट की आवश्यकता के आधार पर वर्तमान की कॉस्ट पर कॉस्टके प्रारंभिक अनुमान पर प्रदान कर सकता है इसलिए कस्टमर की आवश्यकता को देखते हुए सप्लायर कॉस्ट का प्रारंभिक अनुमान प्रदान कर सकता है लेकिन यह फाइनल पेमेंट के लिए आधार नहीं है यह सप्लायरको फाइनल पेमेंट नहीं है तो वह क्या करेगा जो आम तौर पर मासिक या त्रैमासिक रूप से कहे गए नियमित अंतराल पर किए गए काम के लिए कस्टमर को चालान भेजेगा इसलिए वह सप्लायरको भेजेगा कि कस्टमर को कौन से बिल चालान भेजेंगे नियमित अंतराल पर उस अवधि के लिए किए गए कार्य मासिक या त्रैमासिक हो सकते हैं अब देखते हैं कि इस अप्रोच के क्या फायदे हैं लाभ यह है कि रिक्वायरमेंट्स को बदलना आसान है Refer Slide Time 1325 अब चूंकि कीमत तय नहीं हुई है इसलिए शुल्क लगाया गया है कीमत तय हो गई है या कह सकते हैं कि कस्टमर को प्रति यूनिट कुछ निश्चित दर का भुगतान करना होगा प्रति व्यक्ति प्रति घंटे या प्रति व्यक्ति महीने हो सकता है यह शुल्क अब अलग अलग होगा तो कस्टमर को एक निश्चित दर प्रति प्रयास की दर से शुल्क लिया जाता है इसलिए यदि आप कुछ नई रिक्वायरमेंट्स को जोड़ना चाहते हैं तो फिर प्रति घंटे कितने कर्मचारी प्रति व्यक्ति या कितने महीने की आवश्यकता है तदनुसार यह कीमत से गुणा किया जाएगा इसलिए रिक्वायरमेंट्स को बदलने वाले परिवर्तन में कोई समस्या नहीं है तो इस मेथड के मामले में रिक्वायरमेंट्स को बदलना आसान है लेकिन एक और लाभ यह है कि मूल्य दबाव की कमी प्रोडक्ट की गुणवत्ता की सहायता कर सकती है अब कस्टमर क्या डेवलपर इस कीमत के लिए दबाव में नहीं है क्योंकि वह नहीं जानता कि क्या कस्टमर कुछ नई रिक्वायरमेंट्स के लिए कहेंगे कि उन्हें अधिक भुगतान करना होगा इसलिए वे प्रोडक्ट की गुणवत्ता में सुधार करने पर ध्यान केंद्रित करेंगे जो कि पिछले अप्रोच के साथ ऐसा नहीं है जो कि फिक्स प्राइसकॉन्ट्रैक्ट है अब कमियां देखते हैं ड्राबैक कस्टमर की देनदारी है कस्टमर निर्धारित मूल्य कॉन्ट्रैक्ट में सभी जोखिम को अवशोषित करता है सप्लायरजोखिम को अवशोषित करता है और इसीलिए वह कुछ कॉन्टीजेंसीआकस्मिकता रखता है और वह अधिक कर सकता है और वह अधिक धन की मांग कर सकता है लेकिन इस मामले में जोखिम कस्टमर द्वारा अवशोषित किया जाएगा यदि रिक्वायरमेंट्स में कोई भी बदलाव कस्टमर कहेगा कि ये बदलाव हैं तो इसके लिए डेवलपर अतिरिक्त कीमत वसूल करेगा तो उन सभी जोखिमों को जो कस्टमर द्वारा अवशोषित किया जाना है इसलिए यही कारण है कि यह कस्टमर की देनदारी है कस्टमर एक खराब परिभाषित या बदलती रिक्वायरमेंट्स के साथ जुड़े सभी जोखिमों को अवशोषित करता है या नई रिक्वायरमेंट्स को जोड़ता है जो कस्टमर को वहन करना पड़ता है और सप्लायरके लिए प्रोत्साहन की कमी कॉस्टप्रभावी होने के लिए इसलिए सप्लायरसके लिए कॉस्टप्रभावी होने के लिए प्रोत्साहन की बहुत कमी है फिर अगली श्रेणी में प्रति यूनिट डिलीवर्ल्ड कॉन्ट्रैक्टस के लिए निर्धारित मूल्य है तो अब आइए देखें कि इसका मतलब क्या है इसलिए यह अक्सर एक फंक्शन पॉइंट काउंटिंग से जुड़ा होता है और यहाँ यह कहते हैं कि प्रति यूनिट फिक्स प्राइसकॉन्ट्रैक्टित है और यह अप्रोच एक फ़ंक्शन पॉइंट काउंटिंग के साथ जुड़ा हुआ है कॉस्टअनुमान के बारे में चर्चा करते हुए हमने पहले ही फ़ंक्शन पॉइंट LOCs संदर्भ समय 1555 वगैरह पर चर्चा की है तो यह तकनीक एक फ़ंक्शन पॉइंट काउंटिंग से जुड़ी है यहां उस सिस्टम का आकार दिया गया है जिसे प्रोजेक्ट की शुरुआत में परिकलित या अनुमानित किया गया है तो इस शुरुआत में इस सिस्टमका आकार क्या होगा जिसे शुरू करने का अनुमान है या परियोजना की शुरुआत में आकार का अनुमान कोड की लाइनों के संदर्भ में लगाया जा सकता है आप LOC या SLOC के संदर्भ में आकार का अनुमान लगा सकते हैं लेकिन हम जानते हैं कि SLOC में कई कमियां हैं So and इसलिए और फ़ंक्शन पॉइंट्स इस SLOC की कुछ कमियों को दूर करते हैं तो यही कारण है कि एक एफपी या फ़ंक्शन इंगित करता है कि वे क्या उपयोगकर्ताओं की रिक्वायरमेंट्स या रिक्वायरमेंट्स के दस्तावेजों से अधिक आसानी से प्राप्त कर सकते हैं तब प्रति यूनिट एक मूल्य उद्धृत किया जाता है ठीक है इसलिए इस फ़ंक्शन के आधार पर प्रति यूनिट एक मूल्य उद्धृत किया जाता है अंतिम मूल्य तब यूनिट मूल्य को इकाइयों की संख्या से गुणा किया जाता है तो अब तक कितने प्रति यूनिट मूल्य उद्धृत किया गया है आप देखेंगे कि आपके सॉफ्टवेयर को कितनी इकाइयों की आवश्यकता होगी फिर कुल मूल्य इकाई संख्या की कुल संख्या इकाइयों से कई गुना सरल होगी आइए एक छोटा सा उदाहरण लें मान लीजिए कि आपको एक सॉफ्टवेयर डेवलप करना है और चार्ज इस प्रकार है तो 2000 फ़ंक्शन तक डिज़ाइन की कॉस्ट200 रुपये प्रति फ़ंक्शन बिंदु है और कोडिंग कॉस्टप्रति फ़ंक्शन बिंदु 700 रुपये है और डेवलपमेंट की कुल कॉस्ट900 रुपये प्रति फ़ंक्शन बिंदु है इसी तरह फ़ंक्शन 2000 से अधिक है और 2500 से कम डिज़ाइन कॉस्ट240 फ़ंक्शन कॉस्टप्रति फ़ंक्शन बिंदु 760 है और कुल प्रत्येक 1000 रुपये कहते हैं फ़ंक्शन पॉइंट की विभिन्न श्रेणियों के लिए उस तरह से डिज़ाइन की कॉस्टके साथ साथ कोडिंग कॉस्टके लिए यूनिट मूल्य दिए जाते हैं और इनमें से कुल कॉस्टका पता लगाया जाता है अब हम देखते हैं कि आपको लगता है कि आपको डेवलप करने की आवश्यकता है एक सॉफ्टवेयर हो सकता है जिसमें फ़ंक्शन बिंदु हैं जो अनुमान लगाया जाता है कि इसमें 2700 फ़ंक्शन बिंदु होंगे ठीक है मान लीजिए कि इस तालिका का उत्पादन करने वाली कंपनी ठीक है इसलिए यहाँ कंपनी जो इस तालिका का निर्माण करती है वास्तव में प्रति फ़ंक्शन अधिक शुल्क चार्ज करता है बड़े सिस्टम जिन्हें आप देख सकते हैं 2000 तक कम है फिर उच्च फ़ंक्शन बिंदुओं के लिए आप देखते हैं कि मूल्य बढ़ रहा है अब मान लीजिए कि आपको एक सिस्टमकी आवश्यकता है और जिसे लागू किया जाना है और इस सिस्टमको लागू करने के लिए सप्लायरका अनुमान है कि 2700 एफपी ठीक है मान लीजिए कि आपको एक सिस्टमकी आवश्यकता है जिसे आपने डेवलपर सप्लायरको रिक्वायरमेंट्स को बताया है सप्लायरने अनुमान लगाया है कि जिस सिस्टमको लागू किया जाना है उसमें 2700 एफपी होंगे और फिर वह इन दरों के आधार पर इस गणना के आधार पर इस सिस्टमके लिए शुल्क लेगा तो अब 2700 एफपी का मतलब है कि आप पहले 2000 तक और फिर 500 अन्य दरों के लिए लाभ उठा सकते हैं फिर शेष 200 के लिए यह स्लोगन लागू किया जाएगा तो फिर कुल कीमत क्या होगी कुल चार्ज जो सप्लायरकरेगा या वह कस्टमर के लिए बोली लगाएगा वह 2000 में कितना होगा क्योंकि अब मैंने 2700 का मतलब तोड़ा है इस स्लोगन में फिट होने के लिए 2000 में यह शुल्क लागू होगा पांच सौ अन्य के लिए यह शुल्क लागू होगा और शेष 200 कार्य बिंदुओं पर यह शुल्क लागू होगा तो अब यह कितना होगा 2000 दर में 900 प्लस 500 में 1000 और शेष 200 में 1040 की दर से शुल्क लिया जाएगा तो यह क्या है यह आएगा या यह 25 08000 तक आ रहा है तो एक ऐसी सिस्टमडेवलप करने के लिए जिसे कस्टमर साइट पर लागू किया जाएगा या जिसके बारे में अनुमान लगाया गया है कि जिसमें 2700 फ़ंक्शन बिंदु हैं लगभग 25 की कीमत होगी एफपी को चुना हम एलओसी के लिए भी चुन सकते हैं लेकिन एलओसी में कई कमियां हैं इस प्रकार आप LOC के स्थान पर FP का उपयोग इस प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट के लिए कर सकते हैं जो प्रति यूनिट दिए गए कॉन्ट्रैक्टस पर फिक्स प्राइसके लिए है आवेदन का दायरा बेशक डेवलपमेंट के दौरान बढ़ सकता है डेवलपमेंट के दौरान आपको कुछ और गुंजाइश की आवश्यकता हो सकती है तो एप्लीकेशन का यह दायरा इसके डेवलपमेंट के दौरान बढ़ सकता है लेकिन आप देखते हैं कि यह एक ठेकेदार के लिए अवास्तविक होगा जिसे किसी डेवलपमेंट परियोजना के सभी चरणों के लिए एक ही मूल्य उद्धृत करने के लिए कहा जाएगा इसलिए यदि आप सॉफ्टवेयर चाहते हैं तो डेवलपमेंट परियोजना के सभी चरणों के लिए यह बहुत मुश्किल है कि ठेकेदार क्या बोली नहीं कर सकता यह अवास्तविक है देखें जब आवश्यकताएं अभी तक स्थापित नहीं हुई हैं तो वे निर्माण के प्रयासों का अनुमान कैसे लगा सकते हैं आप नहीं जानते कि क्या आवश्यकताएं होंगी यदि आवश्यकताएं डेवलप हो रही हैं तो आप कस्टमर को सभी चरणों के लिए एकल मूल्य के लिए पूर्ण मूल्य नहीं दे सकते हैं बल्कि यदि इस तरह की चीजें हैं फिर अलग अलग के लिए क्या अलग अलग फंक्शन प्वाइंट्स हैं भले ही यह बढ़ रहा हो कुछ को इस रेंज में समायोजित किया जा सकता है या फिर भी इसे बढ़ाया जा सकता है इसलिए यदि आपके सॉफ़्टवेयर डेवलपमेंट में कई चरण शामिल हैं तो आप क्या कर सकते हैं क्योंकि सप्लायरके लिए एक ही कीमत देना मुश्किल है इस मामले में एक अप्रोच हो सकता है या एक अप्रोच कॉन्ट्रैक्टस की एक श्रृंखला पर बातचीत करने के लिए होगा फिर आप क्या कर सकते हैं आप कर सकते हैं प्रत्येक चरण के लिए सिस्टम डेवलपमेंट के एक अलग चरण को कवर करने वाले कॉन्ट्रैक्टस की एक श्रृंखला बनाएं कुछ मूल्य जो आप बातचीत कर सकते हैं तो प्रत्येक चरण के लिए आपके पास संभावित चरण क्या हो सकते हैं आप कॉन्ट्रैक्टस की एक श्रृंखला के लिए किन कुछ कीमतों पर बातचीत कर सकते हैं और फिर डेवलपर्स कस्टमर से माफी मांग सकता है इस अप्रोच में क्या फायदे हैं आप देख सकते हैं कि कस्टमर ठीक समझता है कस्टमर की समझ कैसे कीमत की गणना की जाती है क्योंकि देखें कि जो कुछ दिया गया है वह तालिका के रूप में हो सकता है या यह किस इकाई के अनुसार दिया गया है तो कीमत की गणना कैसे की जाती है यह बहुत सरल गणित है तो वह लाभ जो कस्टमर समझ सकता है कि कीमत की गणना कैसे की जाती है इसलिए विभिन्न मूल्य निर्धारण शेड्यूल के बीच वह विभिन्न मूल्य निर्धारण शेड्यूल के बीच आसानी से तुलना कर सकता है यदि आप एक नई फंक्शनैलिटी जोड़ना चाहते हैं तो इसके लिए उभरती हुई फंक्शनैलिटी का लेखा जोखा किया जा सकता है कि यह किस स्थिति या समय के आधार पर आसानी से जोड़ा जा सकता है और यह प्रभार इस सप्लायरऔर सप्लायरप्रोत्साहन द्वारा आसानी से गणना किया जा सकता है निश्चित रूप से सप्लायरप्रोत्साहन यहाँ अधिक कॉस्टप्रभावी होगा लेकिन कमियां यह हैं कि सॉफ्टवेयर आकार माप के साथ कठिनाइयों स्वतंत्र एफपी काउंटर की आवश्यकता हो सकती है तो कैसे सॉफ्टवेयर आकार को मापने के लिए हमने LOC का लाभ या कमियां देखी हैं और एलओसी की कमियां कैसे दूर की जा सकती हैं यह हमने एफपी में भी देखा है लेकिन एफपी में भी कुछ कमियां हैं तो इसीलिए यह मुश्किल है कि कुछ मुश्किलें आएंगी जबकि सॉफ्टवेयर साइज़ को मापने के लिए आपको कुछ स्वतंत्र फंक्शन पॉइंट काउंटर की आवश्यकता हो सकती है इसी तरह नई रिक्वायरमेंट्स के विरोध के रूप में बदलते हुए आप कैसे चार्ज करते हैं यदि आप एक नई रिक्वायरमेंट्स को जोड़ते हैं तो इसका आसान उपयोग हम प्रति यूनिट का उपयोग कर सकते हैं तो या इस सीमा को बढ़ाया भी जा सकता है तो नई रिक्वायरमेंट्स को जोड़ना यह आसान है हाँ इसका मतलब है सप्लायरआसानी से अतिरिक्त शुल्क की गणना कर सकता है लेकिन बदलती जरूरतों के बारे में क्या है आवश्यकताएं पहले से ही हैं आप थोड़े से बदलाव चाहते हैं फिर आप शुल्क की गणना कैसे कर सकते हैं तो इस अप्रोच में यह मुश्किल है तो ये अलग हैं कि यह क्या है ये एक और क्लासिफिकेशनके आधार पर अलग अलग कॉन्ट्रैक्ट हैं ओके तो यह कॉन्ट्रैक्टस का एक अलग क्लासिफिकेशनहै या ये एक दूसरे क्लासिफिकेशनके आधार पर विभिन्न प्रकार के कॉन्ट्रैक्ट हैं कि भुगतान की गणना कैसे की जाती है इसलिए अभी भी एक अन्य प्रकार का क्लासिफिकेशनहै कॉन्ट्रैक्ट के चयन में उपयोग किए जाने वाले अप्रोच के आधार पर क्लासिफिकेशनका एक और तरीका इस प्रकार है तो यह क्लासिफिकेशन उस अप्रोच पर आधारित है जो ठेकेदार चयन के लिए उपयोग किया जाता है इसलिए नंबर एक ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया है फिर प्रतिबंधित टेंडरिंग प्रक्रिया और फिर मोल तोल की प्रक्रिया या इस बातचीत की प्रक्रिया को हम इसे सिंगल टेंडर या सिंगल कोटेशन प्रोसेस कहते हैं बहुत सरल ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया है इसलिए यहां कोई भी सप्लायरनिविदा ठीक करने के लिए आमंत्रण पर प्रतिक्रिया दे सकता है तो मूल रूप से पहले कस्टमर वह टेंडरिंगके लिए आमंत्रण जारी करेगा या वह प्रदर्शित करेगा कि वह लोकप्रिय के रूप में प्रस्तावों के लिए कुछ अनुरोध का विज्ञापन करेगा आरएफपी तो खुली टेंडरिंगप्रक्रिया में कोई भी सप्लाई किसी भी सप्लायरकोफ्लोटके प्रस्ताव के जवाब में बोली प्रस्तुत कर सकती है या प्रस्ताव के लिए अनुरोध कर सकती है यहाँ सभी टेंडरस का मूल्यांकन उसी तरह से किया जाना चाहिए जो एक महत्वपूर्ण बात है विभिन्न बोलीदाताओं ने कितनी निविदाएँ प्रस्तुत की हैं इसलिए सभी टेंडरस का मूल्यांकन उसी तरह किया जाना चाहिए और सरकारी निकायों को स्थानीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून द्वारा ऐसा करना पड़ सकता है तो सरकारी निकाय क्या हैं उन्हें इस तरह की खुलीफ्लोटप्रक्रिया का पालन करना है जबकि उपकरणों की खरीद या इस तरह से क्या सेवाएं और सरकारी निकायों को इस तरह से स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का पालन करना पड़ सकता है एक प्रमुख प्रोजेक्टस के साथ यह मूल्यांकन प्रक्रिया समय लेने वाली और महंगी हो सकती है तो यह वह कमी है जो प्रमुख प्रोजेक्टस के लिए इस मूल्यांकन प्रक्रिया में बहुत अधिक समय लेने वाली और महंगी हो सकती है क्योंकि इनमें से किस RFP या किस विज्ञापन के लिए आपको कुछ दिन कम से कम एक महीने देने हैं इसके लिए आपको टेक्निकल प्रपोजल का मूल्यांकन करना है फिर कॉस्टका मूल्यांकन करना है फिर अंत में इसके विपरीत कॉन्ट्रैक्ट प्रदान करना है जो कि कानूनों के अनुसार है समय अंतराल दिया जाता है लिहाजा इसमें भारी समय लगेगा इसलिए यदि आपके पास पर्याप्त मात्रा में समय नहीं है तो यह विधि उपयुक्त नहीं हो सकती है इसी तरह जहां कस्टमर एक सार्वजनिक निकाय है वहां एक खुली इनपुट टेंडरिंग प्रक्रिया अनिवार्य हो सकती है इसलिए आम तौर पर सरकारी ऑर्गेनाइजेशन और सार्वजनिक ऑर्गेनाइजेशन या सार्वजनिक निकायों के लिए सामान्य रूप सेफ्लोटप्रक्रिया खुलेगी यह अनिवार्य है फिर हम अगले एक को देखेंगे जो प्रतिबंधितफ्लोटप्रक्रिया है तो इस मामले में बोली केवल उन सप्लायरससे प्राप्त की जाती है जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है इसलिए कृपया अंतर को चिह्नित करें यहां कोई भी व्यक्ति बोली की सप्लाई कर सकता है बोली लगा सकता है लेकिन यहां बोलियां केवल उन सप्लायरससे प्राप्त की जाती हैं जिन्हें विशेष रूप से आमंत्रित किया गया है आप अपने इलाके में जानते हैं कि ये भी 5 या 10 सप्लायरहैं आप केवल उन सप्लायरसके लिए बीडस के लिए अपना RFP अनुरोध भेजेंगे और जब आप केवल वे दस प्राप्त करते हैं जिनके लिए आपने यह अनुरोध प्रस्ताव के लिए भेजा है तो उनकी बोली इस पर विचार करेगी कि अन्य लोग आवेदन नहीं कर सकते तो इसीलिए आप यह कह सकते हैं कि खुली टेंडरिंग प्रक्रिया का विशेष मामला जहां हर कोई जमा नहीं कर सकता है लेकिन जिसको हमें केवल वह बोली प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित करना होगा जिसे वे प्रस्तुत कर सकते हैं और आप उनकी बोलियों का मूल्यांकन कर सकते हैं किसी भी समय खुली टेंडरिंग प्रक्रिया के विपरीत कस्टमर किसी भी स्तर पर विचार किए जा रहे सप्लायरसकी संख्या को कम कर सकता है इसलिए खुली टेंडरिंग में आप सप्लायरसकी संख्या को कम नहीं कर सकते हैं लेकिन खुले में प्रतिबंध की प्रक्रिया क्या है इसीलिए नाम प्रतिबंधित है किसी भी समय आप प्रतिबंधित कर सकते हैं आप उन सप्लायरसकी संख्या को कम कर सकते हैं जिन्हें किसी भी चरण में माना जा रहा है इसलिए आम तौर पर आपको कम से कम छह संख्याओं को कहना होगा कि इन अनुरोधों को आपको भेजने के लिए न्यूनतम 6 संख्या की बोली को किन फर्मों या सप्लायरससे आमंत्रित करना है फिर कितने आ रहे हैं तो आपको देखना होगा कि आपको मूल्यांकन करना है और फिर आपको कॉन्ट्रैक्ट की पेशकश के लिए उपयुक्त सप्लायरका चयन करना होगा फिर अंतिम को बातचीत प्रक्रिया या एकल टेंडरिंग प्रक्रिया के रूप में जाना जाता है इसलिए क्योंकि खुली या प्रतिबंधित टेंडरिंग प्रक्रिया परिस्थितियों के कुछ विशेष सेटों में उपयुक्त नहीं हो सकती है खासकर जब समय नहीं है तो आइए हम यहां दो उदाहरण लेते हैं मान लीजिए कि आपके कंप्यूटर सेंटर में आग लग गई है और उसने आईसीटी उपकरणों में से कुछ को नष्ट कर दिया है फिर अब आपका प्रमुख उद्देश्य क्या है इसका प्रमुख उद्देश्य यह है कि उपकरणों को प्रतिस्थापन और यथासंभव शीघ्रता से कैसे लाया जाए और एक लंबी टेंडरिंग प्रक्रिया को शुरू करने के लिए पर्याप्त समय नहीं हो सकता है मैंने आपको केवल यही बताया है कि यह किस प्रकार की खुलीफ्लोटया प्रतिबंधित टेंडरिंग है जो एक लंबी अवधि के लिए लेती हैं क्योंकि उस समय के अंतराल को आपको नियम के अनुसार बनाए रखना होता है और आपको इन चीजों की आवश्यकता होती है तो इस मामले में आपके पास इस लंबी टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जाने का समय नहीं है इसलिए क्या करना है तो समाधान यह एकल टेंडरिंग प्रक्रिया या बातचीत प्रक्रिया है आइए हम जल्दी से एक और उदाहरण लेते हैं जहां एक नया सॉफ़्टवेयर एप्लिकेशन जो आपने अभी हाल ही में बनाया है या आपने अभी हाल ही में प्राप्त किया है जिसे बाहरी सप्लायरद्वारा सप्लाई की गई थी अब आपको इस नई खरीदी गई सिस्टमके लिए कुछ एक्सटेंशन की आवश्यकता है तो आप जानते हैं कि मूल सप्लायरके पास यह कर्मचारी समान है या मौजूदा सिस्टमसे परिचित है जो वे इसे आसानी से कर सकते हैं लेकिन यह नहीं चलेगा मैं टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जाऊंगा फिर आप देखेंगे कि आपको कम कीमत के साथ क्या मिलेगा लेकिन वे रूपांतरण नहीं हैं जो वे सॉफ्टवेयर से परिचित नहीं हैं तो आपको बहुत सारी तकनीकी समस्याएं मिलेंगी यही कारण है कि इस मामले में भी एक फ़िल्टरिंग प्रक्रिया द्वारा अन्य संभावित सप्लायरससे संपर्क करना असुविधाजनक है तो समाधान यह है कि आपको सिंगल टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जाना चाहिए जिसने डेवलप किया है कि किसने क्या सप्लाई की है सॉफ्टवेयर को आपसे संपर्क करना चाहिए कि इस सिंगल टेंडरिंग प्रक्रिया का पालन करना चाहिए तो लेकिन इस मामले में इसलिए इस मामले में एक एकल सप्लायरके लिए एक अप्रोच उचित हो सकता है कि आपको केवल एक सप्लायरके साथ बातचीत करनी होगी तो इसीलिए आपके पास एक एकल टेंडरिंग प्रक्रिया यहाँ हो सकती है जहाँ से आपके पास सप्लायरहै आपने यह सप्लायरखरीदा है जहाँ से आप उस सप्लायरसे कुछ मूल मूल्य के साथ बातचीत कर सकते हैं इसलिए बातचीत की गई प्रक्रिया या एकल टेंडरिंग प्रक्रिया इस का एक दोष है इसलिए हालाँकि एकल सप्लायरसे संपर्क करना कस्टमर को पक्षपात के आरोपों को उजागर कर सकता है आपको शिकायतें मिल सकती हैं कि आपने उस विशेष व्यक्ति को पक्षपात दिखाया है और आपने कॉन्ट्रैक्ट से सम्मानित किया है इसलिए आपको उस तरह की आलोचना मिल सकती है इसलिए जब भी आप एकलफ्लोटप्रक्रिया के लिए जा रहे हैं तो आपको पूर्ण औचित्य स्पष्ट औचित्य उचित औचित्य देना होगा आप एकलफ्लोटके लिए क्यों गए हैं और दो ऐसे उदाहरण जो मैंने पहले ही दिखाए हैं इसलिए एक उचित औचित्य के साथ आप सिंगल टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जा सकते हैं ताकि प्रतिबंधित टेंडरिंग या ओपन टेंडरिंग प्रक्रिया की कमियों से बचा जा सके यदि आपके पास बहुत कम समय नहीं है तो आपको एक स्पष्ट औचित्य के साथ या एक उचित औचित्य के साथ एकल टेंडरिंग प्रक्रिया के लिए जाना चाहिए इसलिए इस वर्ग में हमने प्रबंध कॉन्ट्रैक्टस के बारे में थोड़ी बहुत चर्चा की है हमने कॉन्ट्रैक्टस के विभिन्न वर्गीकरणों के साथ साथ उनके फायदे और नुकसान पर चर्चा की है हमने यह भी चर्चा की है कि किस परिस्थिति में किस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट सबसे उपयुक्त है तो यह संदर्भ है जो हमने इस सामग्री को लिया है और फिर हम यहां रुकेंगे